प्रथम घात के ODE को हल करने की विधियां समांगी समीकरणों के लिए इस कक्षा में हम आपको बताएंगे कि विचित्र सलूशन अथवा सिंगुलर सलूशन क्या होते हैं इसे हम एक दूसरी अवकल समीकरण एवं समाधान के उदाहरण के द्वारा दर्शाएगे साधारण अवकल समीकरण जिन्हें हम साधारण समाधानओ के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं एक सरल उदाहरण ले रहा हूं y yxc2y यह आपको एक आवरण के विषय में कुछ सुझाव दे रहा है तो चलिए हम इसे देखते हैं यह क्या है यह एक साधारण परवलय जो x अक्ष समानांतर है और x अक्ष को छूता हुआ प्रतीत हो रहा है तो यह हमारा x अक्ष है आवरण क्या है आवरण एक वक्र है प्रत्येक बिंदु पर यह यह छू जाएगा प्राचलिक अथवा पैरामेट्रिक बिंदु पर किसी एक समाधान वक्र पर C के एक निश्चित मान के लिए यह समाधान वक्र पर एक बिंदु प्राप्त होगा तो इस प्रकार अपने देखा कि किसी एक निश्चित बिंदुओं पर आप देख सकते हैं कि आवरण किस प्रकार कार्य करता है यह वह x अक्ष है जो y बराबर 0 के सापेक्ष है तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है इस प्रकार यह समीकरण के लिए साधारण समाधान है और समीकरण को संतुष्ट करता है तो इस प्रकार हम किस विधि से व्यवस्था पर कर सकते हैं यहां पर हमने y के मान को प्राप्त किया जहां y2xc ydydx इस प्रकार से हमें इसके लिए मान प्राप्त होता है अब हमें यह देखना है C का क्या मान आता है तो आइए अब हम सीके मान के लिए देखते हैं Cy2x है तो इस प्रकार xCy2Cy2 x हमने देखा कि C y भागे 2 ऋण x है अब यदि इस मान को हम समीकरण में विस्थापित करेंगे तो हमें yxc2y22प्राप्त होगा इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह वास्तव में y224y है तो यदि y इस प्रकार उपस्थित है और समीकरण को संतुष्ट करता है तो कोई भी प्राचलिक वक्र परिवार एक प्राचलिक वक्र परिवार से यदि हमने कांस्टेंट को विस्थापित कर दिया तो हमें अवकल समीकरण कुछ इस रूप में प्राप्त होगा अन्य वैकल्पिक तरीके से समीकरण के समाधान को कुछ इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि dy जिसे हम dydx द्वारा लिख सकते हैं अगर अब हम इस समीकरण को हल करते हैं तब हमें प्राप्त लेख मान अथवा पैरामेट्रिक मान प्राप्त होंगे जो कि इस समीकरण के लिए साधारण समाधान है आप इसे देख सकते हैं यह phi है और यह एक वास्तविक मान है हमारे पास एक समीकरण है और जिसे हमने विभाजित अथवा डिफरेंटशिएट किया है साधारण समाधान को dydC0⇒ 2xC0⇒x C विभाजित किया है T के सापेक्ष और यह C के सापेक्ष है और यह बताता है कि Y का मान x के दुगने के साथ C जोड़ने पर प्राप्त होता है और अब इसको C के सापेक्ष डिफरेंटशिएट अथवा विभाजित कर रहे हैं कहने का तात्पर्य dydC0⇒ 2xC0⇒x C हमें यह प्राप्त होगा कि 2 0 के बराबर नहीं हो सकता अतः हम कह सकते हैं कि x ऋणआत्मक C के बराबर है सो अब x बराबर ऋणआत्मक C है और इस प्रकार हमें पहला समीकरण प्राप्त होता है तो यदि अब हम C को विस्थापित करते हैं तो इसके साथ जो हमें प्राप्त होगा वह 0 है इस प्रकार से प्राप्त समाधान या तो हमें आवरण प्रदान करता है और यह सिंगुलर सलूशन अथवा विचित्र समाधान है मैं अब इस तरह के तुच्छ समाधान नहीं चाहता हूं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं यह दूसरा उदाहरण है यदि आप इस अवकल समीकरण को देखें जो इस प्रकार है yy2 3xy3x2 यहां एक और असाधारण अवकल समीकरण है जो अरेखीय है और इसका समाधान संभव है इसका साधारण समाधान कुछ इस प्रकार से है yxCxC2x2 जहांC एक कांस्टेंट है इस प्रकार आपके पास एक साधारण समाधान है आपको कैसे पता कि यह दिए गए समीकरण का साधारण समाधान है इसमें एक पैरामेट्रिक अथवा प्राचलिक राशि C है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अथवा स्वेच्छ स्थिरांक है और यह एक साधारण समाधान है जब हम इसे समीकरण में विस्थापित करते हैं और C के मान को भी तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है तो इस प्रकार यह साधारण समाधान है क्योंकि आपको समीकरण को हल करने के लिए कोई विधि नहीं पता है और इस परिस्थिति में अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास साधारण समाधान है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको केवल इसके मान को विस्थापित करना है आइए इसको करके देखें अब हम इसे स्थापित करेंगे और यह समीकरण को संतुष्ट करता है इस प्रकार यह समीकरण का समाधान है इसे हम समीकरण का साधारण समाधान कहेंगे तो यदि अब हम विचित्र समाधान चाहते हैं तो हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार है xyc0 अब मैं व्युत्पादित की गणना करूंगा C के सापेक्ष हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार है x धान 2C शून्य के बराबर है x2C0 इस प्रकार हमें C x2 प्राप्त हुआ अब हम इस मान मतलब C x2 को विस्थापित करेंगे विस्थापित करने के पश्चात हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा yx34x2 अब यदि हम C के मान को समाधान में रखते हैं तो हमें साधारण समाधान प्राप्त होगा इसका मतलब हमने C को विस्थापित कर दिया है हमें x2C इस प्रकार प्राप्त हुआ कि जब हमने y CxC2x2 को डिफरेंटशिएट अथवा विभाजित किया C के सापेक्ष तो हमें यह परिणाम प्राप्त हुआ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमें C का मान प्राप्त हुआ हम C के मान को विस्थापित करेंगे और हमें इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा इस समीकरण को आप C के किसी भी मान के लिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप 34x2 प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आप C के लिए कोई भी अन्य मान रखते हैं यदि आप 0 रखते हैं तब आपको केवल x2 प्राप्त होगा तो इस प्रकार आप इस समाधान से साधारण समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए इस प्रकार प्राप्त समाधान को विचित्र समाधान अथवा सिंगुलर सलूशन कहते हैं वैसे हम इस पाठ्यक्रम में विचित्र समाधान अथवा सिंगुलर सलूशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं अगर आप चाहे तो आप उद्धरण में दिए गए किताबों की सहायता से उन्हें सीख सकते हैं जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम के शुरुआत में ही बताया था आप दिए गए प्रश्न के लिए हमेशा ही कुछ समाधान प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए अगर आपके पास समाधान वक्र उपलब्ध है अथवा आवरण उपलब्ध है जैसे कि यहां पर यह एक परवलय का समीकरण है अगर आप सभी समाधान वक्रओ को चित्रअंकित करते हैं तो आप पाएंगे कि आवरण वास्तव में एक परवलय का समीकरण है जैसा कि y34x2 एक परवलय है इस प्रकार समाधान वकरो से प्राप्त आवरण समाधान वकरों के परिवार का एक प्राचलिक मान है यही सिंगुलर सलूशन अथवा विचित्र समाधान है चलिए इसे छोड़ते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस पाठ्यक्रम में विचित्र समाधान के विषय में बात नहीं करेंगे हम केवल साधारण समाधानओ को हल करना सीखेंगे मैंने आपको अभी तक प्रश्न को हल करने की एक विधि से अवगत कराया है पहली घात के साधारण अवकल समीकरण को इस विधि से हल करने की विधि को राशियों का विस्थापन विधि कहते हैं आइए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं अब हम पहली घात का एक साधारण अवकल समीकरण हल करेंगे 1xdx1y1 ydy0 दिया गया समीकरण पहली घात का एक साधारण अवकल समीकरण है अब हम देखेंगे कि जब x का मान 0 के बराबर है तो उसके लिए यह फलन परिभाषित नहीं है एक बटे x जब x का मान 0 है तब परिभाषित नहीं है तो आपका डोमेन कुछ इस प्रकार होगा जिसमें x बराबर 0 डोमेन में सम्मिलित नहीं होगा इसके अतिरिक्त और सभी मान जिससे आप y का समाधान निकाल सकते हैं डोमेन में शामिल है यदि y का मान 0 अथवा 1 होता है x के किसी भी मान के लिए तो वह डोमेन में शामिल नहीं है प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार इसका मतलब यह हुआ कि y का मान जीरो के बराबर नहीं है औरy का मान के बराबर भी नहीं होना चाहिए अगर आप डोमेन को चित्रात्मक विधि से देखें तो यह आपका x है और यह y है जब x जीरो के बराबर है तब y अक्ष है और जब y जीरो के बराबर है तब x अक्ष है जब y 1 के बराबर है तब यह होगा तो आपका डोमेन कुछ इस प्रकार से होगा कि वह या तो यह हो सकता है या फिर यहां हो सकता है इस प्रकार आपको एक डोमेन प्राप्त होगा आप कह सकते हैं कि आपका समीकरण या तो यहां पर परिभाषित है अथवा यहां पर ना कि पूरे डोमेन में आप डिस्कंटीन्यूअस या असतत डोमेन नहीं ले सकते हैं आप कह सकते हैं कि आपका समीकरण यहां पर परिभाषित है और आप उसे हल कर सकते हैं तो इस प्रकार आपका प्राप्त समाधान इस स्थिति में मान्य होगा अगर आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस डोमेन को चुनते हैं आपने इस डोमेन को चुना और इससे समाधान प्राप्त किया तो यह इस प्रकार काम करता है अब हम इसे कैसे हल कर सकते हैं यह पहले से ही पृथक है राशियां पृथक पृथक हैं क्योंकि अब सभी राशियां अलग अलग हैं तो हम 1xdx1y1 ydyC को आसानी से इंटीग्रेट अथवा समाहित कर सकते हैं यदि अब हम समीकरण को समायोजित करते हैं तब हमें यह प्राप्त होगा जहां C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यदि आपको मालूम है कि इसे कैसे ज्ञात करना है तब हम इसे आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार यह 1xdxlog⁡ log x होगा यहां लॉग मोड x है चलिए आसानी के लिए हम यह मान लेते हैं कि आप धनात्मक x डोमेन में है और y का मान 0 और 1 के बीच में है इस प्रकार हमने अपने डोमेन को परिभाषित कर लिया है यहां पर हमें अलग से x धनात्मक है ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लॉग मोड हमें बताता है कि x धनात्मक राशि है यह मोड द्वारा स्वत ही परिभाषित है तो अब मैं बस लॉग x धन बाकी का समीकरण लिख रहा हूं इसके साथ ही बाकी का समीकरण कुछ इस प्रकार है इंटीग्रल एक बटे 1 y इससे भी हमें यह मालूम चलता है कि y एक धनात्मक राशि है log x 1ydy11 ydyC यह वह समीकरण है जिसको आपको इंटीग्रेट अथवा समायोजित करना है तो इस प्रकार हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त बनता है log x log y log⁡C तो इस प्रकार यदि y C के बराबर है तो y का मान 1 से कम होगा y का मान 1 से कम और धनात्मक होगा X का मान भी धनात्मक है और 1xdxlog⁡ x इस प्रकार से हमें यह प्राप्त होगा यह मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं तो इस प्रकार log xy की गणना करना आसान होगा तो हमें इस प्रकार से हल करना होगा इसलिए आपको इसी प्रकार हल करना होगा यदि आप इस डोमेन में कार्य कर रहे हैं हमारे पास log xy log⁡C जिससे हमें log xy1 y C प्राप्त होता है इससे हम xy1 yeCC1 प्राप्त कर सकते हैं जहां C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इससे हमें xy1 yC1C1 C1y प्राप्त होता है और इससे हमें एक उभय निष्ठ y प्राप्त होता है अगर आप इस राशि को इस तरफ लेकर आएंगे और बाकी सभी को दाहिने हाथ की ओर जहां पर y उभयनिष्ठ है उन्हें एक तरफ तब हमें yC1xC1 प्राप्त होगा तो इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त होता है जो yC1C1x है यह दिए गए समीकरण के लिए साधारण समाधान है यह एक ऐसे डोमेन में जहां x धनात्मक है और y का मान 0 और 1 के बीच में है इस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल करते हैं जहां पर राशियां पहले से ही पृथक कर के दिए हुए हैं जैसे कि यहां पर हमें पहले से ही राशियां पृथक रूप में दी गई थी मैं आपको इसी के समकक्ष उदाहरण दे रहा हूं दिया हुआ प्रश्न कुछ इस प्रकार है dydx y1 yx यदि आपके पास दिया दिया हुआ समीकरण कुछ इस प्रकार से है और इससे हम पृथक स्वरूप में लिख सकते हैं यहां पर पहले से ही राशियों को पृथक रूप में दिया गया है और जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तब हमें प्रश्न के लिए समाधान मिल जाता है तो अब आइए अब हम एक दूसरे स्वरूप को देखते हैं यह स्वरूप fxy है चलिए मान लेते हैं कि यह समांगी फलन के रूप में परिभाषित है तो आइए मान लेते हैं ydydxfxy डिफरेंशियल इक्वेशन अथवा दिया गया अवकल समीकरण है अगर f से x y ydydxfxyएक फलन है और यह एकदम मांगी फलन है इसका मतलब यह हुआ कि किसे हम साधारण अवकल समीकरण की विधि के द्वारा हल कर सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समांगी फलन का क्या अर्थ होता है तो यदि हम समांगी फलन fxy को परिभाषित करना चाहे तो इसकी परिभाषा के लिए यदि हम कोई अचर राशि लेते हैं तो उससे हमें दोनों राशियों के साथ में गुणा करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार होगा fKxKy यहां पर K कोई अचर राशि है यहां पर हमने x को Kx से विस्थापित किया है और y को Ky से ऐसा करने पर हमारे पास K कि कोई घात राशि प्राप्त होगी जिसे हम K घात L मान लेते हैं तो इस प्रकार fKxKyKLfxy भी एक समांगी फलन होगा यहां पर L कोटि अथवा डिग्री कहलाता है आप कह सकते हैं कि fxy एक समांगी फलन है L कोटि काअगर आप इसे मान लेते हैं तब यह प्रत्येक xy∈R को संतुष्ट करता है मतलब सभी वास्तविक संख्याओं को यदि आपके पास ऐसा उदारचरित फलन है इसका क्या तात्पर्य हुआ यह कोई सुदूर देश से आई हुई वस्तु नहीं है उदाहरण के लिए आपके पास फलन fxyxy x y y है इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पर x धन y भागे x ऋण y है आपके पास यह फलन है और यह एक समांगी फलन है यह एक 0 कोटी का समांगी फलन है क्योंकि जब भी मैं K को विस्थापित करता हूं यहां पर तब K विलोपित हो जाता है मतलब K की कोटी 0 हो जाती है K0 आशा है आप समझ गए होंगे यहां पर यह एक समांगी जीरो कोटि का फलन है क्योंकि fKxKyKxKy Kx Ky और यह पुनः f से x y fxy है इसका मतलब हुआ K0fxy इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर इसकी कोटि जीरो है और यह प्रत्येक x y के लिए सत्य है तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं यदि आप इसको वर्ग करते हैं तो 0 अथवा1 कोटी प्राप्त होगी और अब यह एक कोटि का समांगी फलन बन जाएगा तो इस प्रकार अब यह एक समांगी फलन है एक कोटि का क्योंकि जैसे ही आपने ऐसा किया आपने उसके वर्ग से विस्थापित किया फलन कुछ इस प्रकार का बन गया fKxKyKxKy2Kx Ky और इस तरह K अलग हो गया तो इस प्रकार हमारे पास K की कोटि एक हो गई fKxKyKxKy2Kx Ky K1fxy अब हमारे पास एक कोटि का समांगी फलन है यह काफी साधारण है आपने इस तरीके के पलंग पहले भी देखे होंगे जब भी आप किसी एक घात की साधारण अवकल समीकरण को देखेंगे मतलब इस तरीके के सभी फलनो को आप उन्हें इसके पहले बताए गए रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए साधारण तरीका यह है कि यदि आप x को चुनते हैं y के द्वारा तो आपको फलन fxy को कुछ इस प्रकार लिखना होगा f1yx इस प्रकार के फलन में x को बाहर निकाला गया है और y के स्थान पर y भाग x लिखा हुआ है यह पहले लिखे गए स्वरूप से अलग है तो उसका क्या मतलब हुआ मैं आपको इसके विषय में समझाता हूं आपने इस फलन को एक नए वेरिएबल अथवा राशि के रूप में परिवर्तित कर लिया है माना कि y और x मैं संबंध कुछ इस प्रकार है yVx जहां V x का एक फलन है क्योंकि y x का एक फलन है V एक नई राशि है जो एक का एक प्लान है तो इस प्रकारdydxVx dVdx होगा यह fxy के बराबर होगा तो अब आप फलन fxy को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं दिया गया फलनgyx का एक फलन है इस प्रकार हमें एक साधारण अवकल समीकरण प्राप्त होता है Vx dVdxgV किसके रूम को थोड़ा और परिवर्तित करें तो हमें dVdxgV Vx प्राप्त होगा इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राशियां पृथक हो चुकी है इस प्रकार नया वेरिएबल V प्राप्त हुआ x एक स्वतंत्र राशि है जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह पहले की ही भांति पृथक पृथक राशियों के रूप में आ चुकी है तो अब इस प्रश्न को हम पहले प्रयोग किए गए विधि के द्वारा हल कर सकते है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास फलन कुछ इस रूप में है fxy और वह एक समांगी फलन है हम उससे परिवर्तित करके इस तरीके से हल कर सकते हैं हम उसे थोड़ा छोटा करके अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जहां पर दाहिने हाथ की ओर fxy होगा इस प्रकार राशियां पृथक हो चुकी है और उन्हें हल किया जा सकता है इस प्रकार आप पहले दिखाए गए विधि के द्वारा इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं और जब आप प्रश्न को हल करने तब V को yx से विस्थापित कर दें इस प्रकार हमें असल समाधान प्राप्त हो जाएगा जो yx के रूप में होगा आइए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं उदाहरण की मदद से हम प्रश्नों को समझेंगे आइए अब हम ydydxx2xyy2x2 को हल कहते हैं यहां पर पुनः देखते हैं कि यह एक समीकरण है जहां पर x का वर्ग भाजक के रूप में प्रस्तुत है तो इसका यह मतलब हुआ कि यह राशि 0 नहीं हो सकती तो इस प्रकार आपका डोमेन परिभाषित होता है और यह एक अवकल समीकरण है यह उस डोमेन में परिभाषित है जहां x बराबर0 नहीं हो सकते हैं अथवा या डोमेन का हिस्सा नहीं है आशा है आप इस बात को समझ गए तो इस प्रकार x 0 के बराबर नहीं है और यह डोमेन का अंग नहीं है और इस प्रकार से हमारा अवकल समीकरण परिभाषित होता है अब आप देख सकते हैं दाहिने हाथ की ओर वर्ग है तो इसे अब आप शून्य कोटि का समांगी समीकरण समझ सकते हैं हम बड़ी आसानी से x के स्थान पर Kx स्थापित कर सकते हैं इस प्रकार यह K का वर्ग बन जाएगा यहां पर Kx x के बराबर है y Kx के बराबर है तो इस प्रकार के कावर बाहर निकल जाएगा और हमें एक और K का वर्ग प्राप्त होगा इस प्रकार तीनों राशियों में से K का वर्ग बाहर निकल जाएगा इस प्रकार K वर्ग भाजक में से बाहर निकल आएगा हमें K का वर्क उस स्थिति में भी प्राप्त हुआ था जब हमने x को Kx फिर स्थापित किया था तो इस प्रकार K का वर्ग अंश और विभाजक दोनों में उपस्थित है और इस स्थिति में हमें K की कोटी 0 प्राप्त होगी इसका मतलब यह हुआ कि यह एक समांगी फलन है शून्य कोटि का हमें यहां पर एक विस्थापन का प्रयोग किया है हमने y के स्थान पर Vx लिखा है जहां V इसका एक फलन है y एक निर्भर राशि है और इसके साथ ही अब V एक नई निर्भर राशि बन गई है इस प्रकार आप dydxस्थापित कर सकते हैं जिसको आप इस फलन के माध्यम से हल कर सकते हैं और वह x को dV बटे dVdx से विस्थापित कर देगा जो कि वास्तव में dydx है और यह Vx dVdx के बराबर है आप एक के वर्क को बाहर निकाल सकते हैं यदि आपको बाहर निकालते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा Vx dVdxx21yxyx2x2 यहां परx का वर्ग अंश और विभाजक दोनों में उपस्थित है हम इसे निरस्त कर सकते हैं जो कि हमें विस्थापन के द्वारा प्राप्त हुआ है और अब हमें dydx 1VV2 प्राप्त होगा इसको यदि हम और सरल रूप में लिखना चाहे और दाहिने हाथ के पक्ष और बाएं हाथ के पास दोनों को देखें तो इससे और अधिक सरल रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है xdVdx 1V2 y दोनों पक्षों में ही उपस्थित होने के कारण निरस्त हो गया हमारे पास अब 1V का वर्ग है इस प्रकार से राशियां पृथक हो चुकी है एक तरफ सभी V से संबंधित राशियों को लिखा जा सकता है और दूसरी तरफ x राशि के हिससों को लिखा जा सकता है तो इस प्रकार हमेंdV1V2dxx प्राप्त हुआ अब इसके दोनों पक्षों को समायोजित करने पर हमें dV1V2dxxC प्राप्त होगा जहां C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस प्रकार से प्राप्त समाधान वास्तव में प्रश्न के लिए साधारण समाधान है आपको पता है कि हम इसको किस तरीके से समायोजित कर सकते हैं यह वास्तव में tan प्रतिलोम V log xC है इस प्रकार से यदि आप का साधारण समाधान है तो इसका अर्थ हुआ कि Vtan⁡Clogx इस प्रकार यदि अब हम V के मान को yx के साथ में विस्थापित करते हैं तब हमें yxtan⁡Clogxप्राप्त होगा इसको और यदि सरल किया जाए तो yxtan⁡Clogxलिखा जा सकता है और यही दिए गए अब का समीकरण के लिए साधारण समाधान है और जहां कहीं भी मैं I लिख रहा हूं इसका तात्पर्य समायोजित करने अथवा इंटीग्रेट करने से है dxx मैंने Logx लिखा है अब logx की परिभाषा के अनुसार log x केवल एक्ट के धनात्मक मानो के लिए ही परिभाषित हो सकता है तो इस प्रकार हम जब भी लिखते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम केवल x के धनात्मक मानो की बात ही कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम mod x log⁡ इस प्रकार x के सभी मानो के लिए यह काम करता है परंतु 0 के लिए परिभाषित नहीं है यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की x धनात्मक है अथवा ऋणआत्मक यह सभी मानो के लिए सत्य है इस प्रकार समायोजन dxx is log⁡ इस प्रकार यह हमारा साधारण समाधान है जहांy एक निर्भर राशि है इस प्रकार यह x का एक फलन है और यहां C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और जहां कहीं भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है वह एक साधारण समाधान होता है एक और प्रश्न हल करेंगे इस प्रकार जब भी आपके पास कोई समांगी फलन हो तो वहां dydxfxy होता है जहां fxy एक समांगी फलन है एक निश्चित कोटि का और आप इसे अवकल समीकरण के रूप में हल कर सकते हैं कुछ विशेष समीकरण हालांकि वे समांगी फलन नहीं है परंतु वे समांगी फलन जैसे प्रतीत होते हैं और उनमें एक अचर राशि भी होती है इस प्रकार के फलनों को आप समांगी फलन बना सकते हैं ऐसे कुछ फलन होते हैं आप ऐसे कुछ फलन F f से x y fxy हालांकि यह समांगी नहीं है परंतु समांगी जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं फलन का यह रूप fxy समांगी फलन जैसा ही है उदाहरण के लिए वह फलन जहां f से x कुछ इस प्रकार का फलन है कि हम उन्हें घटाकर अथवा परिवर्तित करके समांगी समीकरणों में बदल सकते हैं इस प्रकार का समीकरण एक साधारण अवकल समीकरण होगा जिसके दाहिने हाथ की ओर dy भाग dx होगा और यह समांगी फंक्शन के समतुल्य होगा आप समांगी समीकरण को परिवर्तित कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में समीकरण को उनका रूप परिवर्तित करके अथवा घटाकर कुछ ऐसे समीकरणों में परिवर्तित कर लिया जाता है और यह परिवर्तित समीकरण समांगी प्रकार का होता है उदाहरण के लिए समीकरण लेते हैं dydxa1xb1yC1a2xb2yC2 तो यदि आपके पास इस प्रकार का फलन है तो आप उसको घटाकर समांगी फलन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो दाहिनी हाथ की ओर का समीकरण एक समांगी फलन नहीं है हम केवल x तथा y राशियों के परिवर्तन से इसे समांगी फलन बना सकते हैं परिवर्तित x और y राशियों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है xXhयहां पर हमने एक नई राशि का सूत्रपात किया है Xh इसी प्रकार हम y को परिवर्तित करके y के स्थान पर yYk लिख रहे हैं तो इस प्रकार से X तथा Y राशियों के साथ h तथा k कुछ इस प्रकार से लिखा गया है की x तथा y अब समांगी फलन बन गए हैं हम इसको केवल विस्थापन के रूप में ले रहे हैं और उसे समीकरण के दाहिने हाथ की ओर विस्थापित कर रहे हैं इस प्रकार हमारे पास a1Xhb1YkC1a2Xhb2YkC2 है और यह a1Xb1Ya1hb1k C1a2Xb2Ya2hb2kC2 के बराबर है इसे हमने इस प्रकार से चुन लिया है इस प्रकार हमारे द्वारा ली गई राशियां h तथा k कुछ इस प्रकार हैं a1b C1a2b2C2 दी गई राशियां है और इनके विषय में हमें जानकारी है इन्हें हम ज्ञात स्थिरांक कहते हैं यदि हम h तथा k को इस प्रकार चुनते हैं कि वे कोई संख्याएं हैं जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करती हैं इस प्रकार हमें जीरो प्राप्त होगा यदि मैं h तथाk को इस प्रकार चुनता तो 2 तथा 0 प्राप्त होता है तब इस प्रकार नई राशियों X तथा Y समांगी राशियां बन जाती है इस प्रकार हमारे दाहिने हाथ की ओर के समीकरण में दो नई राशियां X तथा Y है तो अब दाहिने हाथ के समीकरण के कारण बाएं हाथ की ओर का समीकरण ही समान होना चाहिए dYdX का क्या मान हुआ तो इस प्रकार हम इस स्वरूप के द्वारा यह देखते हैं dx h के समतुल्य है और h राशि है अथवा कांस्टेंट है Y dxdXdydY इसका मतलब यह हुआ dydxdYdX दोनों समान है तो इसलिए अब मैं dydx हो dYdX से विस्थापित कर रहा हूं दाहिने हाथ की ओर h तथा k इस प्रकार चुने गए हैं कि वे जो कुछ भी कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है उसको 0 बना देते हैं इस प्रकार dYdXa1Xb1Ya2Xb2Y प्राप्त होगा इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त होता है जिसमें दाहिने हाथ की ओर लिखा हुआ फंक्शन एक समांगी फलन है अब आपको यदि दाहिने हाथ की और कोई समांगी फलन fxy है तो इस प्रकार के समीकरणों को हल करने की विधि मालूम है अगर आप इसे हम कहते हैं तो आप अंत में विस्थापित कर सकते हैं तो इस प्रकार आपको एक समाधान प्राप्त होगा जो कि फलन gXYC0 के सापेक्ष होगा जहां C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जैसे ही आप समांगी समीकरणों को हल करने की विधि को अपनाते हैं आपको एक समाधान प्राप्त होगा जो कि दिए गए समीकरण के लिए साधारण समाधान होगा किसी फलन g के सापेक्ष अब आप X तथाY खूब स्थापित कर सकते हैं हम X को Xx h से विस्थापित करेंगे जहां h एक ज्ञात राशि है h को हमने कुछ इस प्रकार से चुना है कि यह 0 है और Y को हम Yy k से विस्थापित करेंगे तो इस प्रकार फलन gx hy kC0 होगा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि X तथा Y वे राशियां हैं जिन्हें हमें चुना है xy h और k वास्तविक राशियां हैं और यह स्थिरांक है क्योंकि इन्हें हम कुछ इस प्रकार से चुनते हैं कि मान 0 हो जाता है यहां पर हमारे पास 2 समीकरण हैं यह दोनों समीकरण h तथाk के सापेक्ष रेखीय समीकरण हैं जिन्हें हम हल कर सकते हैं अब यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें एक समाधान प्राप्त होगा हमारे पास एक प्रश्न है और उस प्रश्न के लिए हमें समाधान प्राप्त हुआ अब जब हमारे पास समाधान है तो हम यह देखना चाहेंगे कि क्या यह समाधान एक विचित्र समाधान है h तथा k के सापेक्ष दिए गए दोनों समीकरणों के लिए और क्या यह 0 के बराबर है तो आपके पास इस तरह का तर्क होना चाहिए इस प्रकार आपको समाधान प्राप्त होगा जब भी हम विचित्र समाधान की बात करते हैं h तथा k के सापेक्ष और जब दिया गया समीकरण 0 है तो हमारे पास इस तरीके की विस्थापन विधि है जिसके द्वारा हम समीकरणों को विस्थापित कर के अथवा घटाकर समांगी प्रकार का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं और उसको हल करने के पश्चात एक समाधान प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से प्राप्त समाधान एक साधारण समाधान होगा और उसमें विस्थापन के पूर्व दी गई राशियां होंगी इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने पहली घात की साधारण अवकल समीकरणों को हल करने की कुछ विधियों के विषय में सीखा है हमने सबसे साधारण तरीके से शुरुआत की जिसमें राशियों को पृथक रूप में लिखा गया इस विधि को राशियों को पृथक करने की विधि कहते हैं और इसके पश्चात जब हमारा फलन कुछ इस प्रकार का है जो कि एक समांगी फलन है तब हमने उसको हल करने की विधि के विषय में सीखा हमने ऐसे अवकल समीकरण जो असमांगी समीकरणों के स्वरूप में थे उनको घटा कर अथवा विस्थापित करके समांगी प्रकार का बनाने और फिर प्रश्न को हल करने की विधि के विषय में भी सीखा है उसके पश्चात हमें उसे समांगी तकनीक के द्वारा ही समायोजित करना है अर्थात ठीक उसी तकनीक का प्रयोग करना है जैसा कि हम समांगी समीकरणों को हल करने के लिए करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही